स्मार्ट फैक्ट्री एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर उद्योग 40 क्रांति के संदर्भ में उपयोग किया जाता है लोग उद्योगों में स्मार्ट कारखाने बनाने की बात कर रहे हैं तो मौजूदा कारखाने फ़ैक्टरी संचालन प्रक्रिया उत्पाद सब कुछ स्मार्ट बनाया जा रहा है परन्तु फिर हमें स्मार्ट कारखाना क्या है यह समझने की जरूरत है तो स्मार्ट फैक्टरी की अलग अलग परिभाषाएँ उपलब्ध हैं हम एक ऐसी ही स्मार्ट कारखाने की परिभाषा देखते हैं तो इस परिभाषा के अनुसार " स्मार्ट फैक्टरी एक लचीली प्रणाली है यह एक लचीली प्रणाली है जो स्वयं को एक व्यापक नेटवर्क में प्रदर्शन के लिए अनुकूलित कर सकती है और स्वयं को अनुकूल बना सकती है और वास्तविक या वास्तविक समय में नई स्थितियों से सीख कर उत्पादन प्रक्रियाओं को स्वायत्तता से चला सकती है " इसके अलग अलग पहलू को इस बहुत अच्छी स्मार्ट कारखाने की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है ये अलग हैं पहलु क्या हैं यह एक लचीली प्रणाली है हमें एक प्रणाली की आवश्यकता है जो सरलता से बदली जा सकती है अगर आपको कुछ मौजूदा प्रक्रिया में चीजें जोड़ना है तो सिस्टम को पर्याप्त रूप से लचीला होना चाहिए तक वह विशिष्ट परिवर्तन को शामिल करने में सहयोग करें समय के साथ प्रदर्शन का स्व अनुकूलन जब सिस्टम प्रदर्शन कर रहा है यह स्मार्ट फ़ैक्टरी या स्मार्ट कारखाने में इसका कुछ घटक इसके प्रदर्शन को समय के साथ अनुकूलित करने में सक्षम है जैसा कि आप जो कुछ भी हमने पिछले व्याख्यानो में बात की है उसके आधार पर समझ सकते हैं इस अवधारणा को सिद्ध किया जा सकता है विभिन्न एल्गोरिदम को शामिल करने की मदद से लागू किया जा सकता है एल्गोरिदम जो अनुमान लगा सकता है कि एक विशेष मशीन या एक प्रक्रिया का भविष्य में कितना प्रदर्शन होने वाला है और फिर इसका प्रदर्शन का अनुकूलन कर सकता है यह संपूर्ण व्यापक नेटवर्क में प्रदर्शन को स्व अनुकूलित करने जा रहा है तो एक नेटवर्क यह वहाँ होना चाहिए जो इस प्रक्रिया में मदद करेगा और अलग अलग परिस्थितियों जो वास्तविक समय या गैर वास्तविक समय में आ रहे हैं के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाएगा और अलग अलग औद्योगिक प्रक्रियाओं उत्पादन प्रक्रियाओं को स्वायत्त रूप से चलाएगा तो आइए इन सभी चीजों में शामिल होने से पहले हम इस स्मार्ट फ़ैक्टरी अवधारणा को थोड़ा और अधिक विस्तार में समझने की कोशिश करें हम मानते हैं कि हम एक स्मार्ट कारखाना बनाना चाहते हैं सभी को स्मार्ट बनाने के लिए हमें स्मार्ट उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है तो यह एक स्मार्ट कारखाना है और कुछ अन्य चीजें भी हो सकती हैं जिनकी आप पहचान करने में सक्षम है जो उत्पाद को अधिक स्मार्ट बनाने में मदद कर सकते है फिर हम इस बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं यह स्मार्ट फैक्टरी और ग्राहक व्यवहार ग्राहक के साथ बातचीत कारखाने पर प्रणाली में ग्राहकों का व्यवहार के संदर्भ में अलग बातचीत है स्मार्ट ग्रिड से निपटना होगा और विभिन्न अन्य पहलुओं को समझने की कोशिश करें तो आखिर हमें स्मार्ट कारखाने की आवश्यकता क्यों है हमारी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए आजकल बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है अगर आपके पास स्मार्ट मशीनरी स्मार्ट प्रक्रियाएं कुल मिलाकर स्मार्ट सिस्टम है तो इन प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से यह काफी संभावना है कि आप उत्पादकता दक्षता इस मशीनरी का निगरानी में सुधार करने और डाउन टाइम को कम करने जा रहे हैं ये बाजार में प्रतिस्पर्धा सुधारने में सहायता करेगा इस प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए हमें न्यूनतम समय सीमा के भीतर स्मार्ट कारखानों और उत्पादन की उच्च मात्रा को प्राप्त करने की आवश्यकता है यह काफी हद तक स्वयं समझने लायक है अंतिम एक बहुत महत्वपूर्ण है जो है विफलता के जोखिम को कम करना जो उत्पादकता को प्रभावित करेगा तो स्मार्ट कारखानों के उपयोग के माध्यम से विफलता के जोखिम को कम किया जा सकता है तो स्मार्ट कारखानों को चलाने के क्या फायदे हैं कुल लागत उत्पादन लागत को कम करना उत्पादकता की दक्षता उत्पाद जो कि निर्मित किए जा रहे हैं उनकी दक्षता बढ़ाना सतहों की दक्षता में सुधार उत्पादन प्रक्रियाओं की दक्षता में भी सुधार किया जा सकता है तो विभिन्न रूप से समग्र दक्षता को स्मार्ट कारखानों को शामिल करने या उनमें परिवर्तन करने की मदद से प्राप्त किया जा सकता है गुणवत्ता में सुधार मशीन के स्वास्थ्य जैसे विभिन्न चीजों की भविष्यवाणी में सुधार भविष्य में मशीन का स्वास्थ्य की भविष्यवाणी भविष्य में गलती के होने का अनुमान लगाना मशीनरी की सुरक्षा और कारखानों में कामगार की समग्र सुरक्षा में सुधार करना यह स्मार्ट कारखाने के विभिन्न घटक हैं स्मार्ट मशीनें स्मार्ट अभियांत्रिकी स्मार्ट डिवाइस स्मार्ट विनिर्माण प्रक्रिया फिर तीन चीजों जो नवाचार में सुधार कर रही हैं जो कुछ भी मौजूद था वह उत्पाद प्रक्रियाओं और सभी को नया कर रहा था इन चीजों को सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से किया जा सकता है सूचना प्रौद्योगिकी समग्र कारखाने को स्मार्ट बनाने में मदद कर सकता है तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है आईटी कारखानों में आईटी का उपयोग कंपनियों कारखाने को स्मार्ट बनाने में मदद कर सकता है इन सभी स्मार्ट फैक्ट्रियों का डेटा फैक्ट्रियां हैं जिनमें आप IoT समाधान सेंसर और एक्चुएटर्स को शामिल कर रहे हैं वे बहुत सारे डेटा इकट्ठा कर देंगे जिसका विश्लेषण उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए करना होगा स्मार्ट मशीनें अन्य मशीनों के साथ संचार करने में मदद करती हैं दूसरे स्मार्ट उपकरणों और मनुष्य के साथ संचार करती हैं स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे वे आपस में और अन्य फ़ील्ड डिवाइस अन्य मोबाइल डिवाइस जो काम कर रहे हैं उनसे जुड़े रहेंगे तो यह कनेक्टिविटी मुद्दा स्मार्ट उपकरणों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है स्मार्ट विनिर्माण प्रक्रिया विनिर्माण में गतिशीलता के बारे में बात करती है तो आवश्यकताओं में गतिशील परिवर्तन की देखभाल करता है इसलिए स्वायत्त रूप से बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के विनिर्माण किया जा रहा है असली समयबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है दक्षता बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार ये सभी स्मार्ट विनिर्माण प्रक्रियाओं के होने में मदद करते हैं स्मार्ट इंजीनियरिंग ये स्मार्ट इंजीनियरिंग के विभिन्न घटक हैं आईटी कुछ ऐसा है जो मैं आपको भी बता रहा था कि यह समग्र रूप से स्मार्ट कारखानों के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें स्मार्ट सॉफ्टवेयर स्मार्ट हार्डवेयर स्मार्ट प्रबंधन स्मार्ट निगरानी और स्मार्ट नियंत्रण के संदर्भ में आईटी समाधान की आवश्यकता है इन स्मार्ट कारखानों की कुछ विशेषताएं हैं कुल मिलाकर जब हम स्मार्ट कारखानों के बारे में बात कर रहे हैं तो विभिन्न मशीनों के बीच कनेक्टिविटी है तो यह सब अलग कनेक्टिविटी स्मार्ट कारखाने की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है अनुकूलन ये स्मार्ट फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो अपने समाधानों उत्पादकता प्रक्रियाएं और ओवरटाइम को उनके अनुकूल बनाएंगी उनमें किसी प्रकार का स्वाध्याय व्यवहार विभिन्न एल्गोरिदम के माध्यम से उनमें शामिल कार्यान्वित किया गया होगा इस प्रकार पारदर्शिता बहुत तेजी से आगे बढ़ने के मामले में बहुत महत्वपूर्ण सक्रियता और चपलता है इसलिए गतिशीलता में परिवर्तन आवश्यकताओं में परिवर्तन पर्यावरण में परिवर्तन तथा पर्यावरण मापदंडों में परिवर्तन के संदर्भ में बहुत तेजी से आगे बढ़ना होता है कनेक्शन के साथ कनेक्टिविटी और विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच कनेक्टिविटी होती है अनुकूलन कार्य का अनुकूलन कार्यों का समय निर्धारण ऊर्जा के उपयोग का अनुकूलन उत्पादन की लागत का अनुकूलन ट्रैकिंग का अनुकूलन प्रवाह के अनुकूलन अनुकूलन विश्वसनीयता और कई अलग अलग अन्य चीजों को एक स्मार्ट कारखाने में अनुकूलित करना होगा पारदर्शिता क्योंकि अब आप एक विशेष घटक एक विशेष मशीनरी को ट्रैक करने में सक्षम हैं कुछ लॉजिस्टिक आइटम को ट्रैक करते हैं जो वास्तविक समय में किया हुआ हैं इससे पारदर्शिता में भी सुधार होता है वास्तविक समय में जब भी आवश्यकता होती है एक स्मार्ट कारखाने में जो एक विशेष स्थान पर थे इसलिए ट्रैकिंग बहुत कुशल हो जाती है यह पारदर्शिता सुधार करने में मदद करती है रियल टाइम निगरानी करना और समय पर आवश्यक कार्रवाई करना यदि कुछ गलत हो गया है तो इसके बारे में वास्तविक समय में जल्दी से जल्दी जानने और अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और फिर लोगों को सतर्क संदेश जारी करना जिनको वास्तव में इस जानकारी की जरूरत है प्रोएक्टिविटी गुणवत्ता के मुद्दों की भविष्यवाणी सुरक्षा में सुधार भविष्य परिणाम का पूर्वानुमान और भविष्य की चुनौतियों की भविष्यवाणी कर रहा है एजीलिटी समग्र लचीलेपन के बारे में बात करती है जो मैं आपको पहले से बता रहा हूं लचीलापन के अंतर्गत विभिन्न परिवर्तनों को शामिल करना आवश्यकताओं में परिवर्तन हो सकता है विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन कानूनी अनुपालन में परिवर्तन और कई अलग अलग बातें हैं जिनमें समय के साथ बदलाव हो सकता है जो लचीले ढंग से शामिल करने में सक्षम हैं इसके बारे में एजीलिटी बात करती है इन सभी उत्पादन प्रक्रियाओं में परिवर्तन के साथ अनुकूल होना कानूनी आवश्यकताओं में परिवर्तन समग्र आवश्यकताओं में परिवर्तन तो ये सभी चीजें अनुकूलन हैं जोकि एजीलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है आत्म विन्यास मशीनों जब भी आवश्यक हो स्व कॉन्फ़िगर करने में सक्षम होना चाहिए अपने काम को स्वयं शुरू करने में सक्षम हो स्वयं काम कर सके और स्वयं को कॉन्फ़िगर कर सके स्मार्ट कारखानों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी बिग डेटा प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है क्लाउड कंप्यूटिंग विशाल मात्रा में बहुत अधिक उच्च वेग उच्च विविधता और कई अलग अलग विशेषताओं वाला डेटा प्राप्त करने के बारे में है इन डेटा को संभालना होगा और स्मार्ट कारखानों ने इनका बहुत उत्पादन किया है वे सभी बहुत सारे डेटा के उत्पादक है और ये डेटा तब तक बेकार हो जाएंगे जब तक उन्हें संग्रहीत संसाधित और निश्चित तरीके से विश्लेषण नहीं किया जाता है तो इसके लिए बिग डेटा प्रौद्योगिकियों जैसे हडूप आजकल अलग अलग कंपनियों के अपने निजी क्लाउड भी हैं और पब्लिक क्लाउड जैसे Microsoft azure और Google क्लाउड सेवाएं भी हैं ये सभी चीजें उपलब्ध हैं स्मार्ट ग्रिड एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक तकनीक है क्योंकि हम कारखानों के बारे में बात कर रहे हैं कारखाना अनिवार्य रूप से बिजली और विभिन्न अन्य ऊर्जा के सबसे बड़ा उपभोक्ताओं में से एक हैं तो ऊर्जा का कुशलता से उपयोग करने में सक्षम होना बहुत महत्वपूर्ण है और स्मार्ट ग्रिड का स्मार्ट कारखानों से जुड़ा होना बहुत जरूरी है स्मार्ट कारखाने में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग प्रसंस्करण क्षमताओं में मदद करता है उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की क्षमता प्रदान करता है विभिन्न अनुप्रयोगों को चलाने विभिन्न विकास प्लेटफ़ॉर्म डेटा संग्रहीत करने के लिए उपकरण प्रदान करता है क्लाउड कंप्यूटिंग स्मार्ट कारखाने को अधिक स्केलेबल बनाता है बिग डेटा बिग डेटा एनालिटिक्स में सुधार के लिए बहुत जरूरी है भविष्य का अनुमान लगाना और प्रदर्शन संकेतक की देखभाल करना उनमें सुधार करना KPI भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है स्मार्ट कारखानों में स्मार्ट ग्रिड का उपयोग ऊर्जा की खपत में दृढ़ता यदि आप स्मार्ट कारखानों के साथ स्मार्ट ग्रिड का उपयोग कर रहे हैं तो ऊर्जा की खपत का ध्यान स्मार्ट तरीके से रखा जाएगा सटीक आवश्यकताओं के आधार पर भी अनुकूलित ऊर्जा की खपत होगी और ऊर्जा की खपत को पूरे दिन या पूरे साल में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रक्रियाओं के दौरान संतुलित किया जा सकता है भार संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है कंपनी के कुछ हिस्सों को कुछ प्रकार के विद्युत भार की आवश्यकता हो सकती है तो कुछ घटकों कुछ कंपनियों कारखाने के कुछ हिस्सों को कंपनी के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक लोड की आवश्यकता होगी इस अंतर लोड को संभालना और कंपनी के विभिन्न भागों में दिन भर लोड को संतुलित करना यह स्मार्ट ग्रिड के महत्वपूर्ण पहलू हैं यह सबसे नीचे एक स्मार्ट कारखाने का स्वचालन पिरामिड स्तर इन सभी के बीच हमारे पास अलग अलग संचार परतें है संवर्धित वास्तविकता का उपयोग स्मार्ट कारखानों में काफी व्याप्त है इससे उपकरणों के दूर से संचालन में मदद मिलेगी इसलिए विभिन्न मशीनरी कारखाने में अलग अलग उपकरणों की दूरस्थ निगरानी ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा संभव है वास्तव में एक और है एक जो वर्चुअल रियलिटी के लिए सुरक्षा में सुधार करता है इसी के साथ हम स्मार्ट कारखाने पर व्याख्यान के अंत में आते हैं मुझे आशा है कि स्मार्ट कारखाने क्या हैं और क्यों स्मार्ट कारखानों की आवश्यकता है इसके बारे में आपको कुछ बुनियादी समझ हो गई है और एक स्मार्ट की कारखाने के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं यह कुछ संदर्भ है जो आपके लिए दिए गए हैं और यदि आप आगे रुचि रखते हैं तो आप इंटरनेट पर आपको स्मार्ट कारखानों पर अनेक व्याख्यान और विभिन्न सामग्री मिलेगी जिसे आप रेफर कर सकते हैं इसलिए कृपया उनके माध्यम से जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें यदि आप स्मार्ट कारखानों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं लेकिन स्मार्ट फैक्ट्री एक अवधारणा से अधिक है जिसमें अलग अलग प्रौद्योगिकियों और विभिन्न घटक है इसलिए स्मार्ट कारखाने के निर्माण में सहयोग करने वाली इन सभी विभिन्न तकनीकों सक्षम करने वाली प्रौद्योगिकियों के बारे में हमने इस विशेष पाठ्यक्रम के विभिन्न व्याख्यान के माध्यम से एक झलक पाने की कोशिश की है और अगर आपको वास्तव में स्मार्ट फैक्ट्री निर्माण करनी है तो आपको इन अवधारणाओं को लागू करना शुरू करना होगा जिन्हें हमने इस पाठ्यक्रम में देखा है तो इसके साथ ही हम इसके अंत में आते हैं स्मार्ट फैक्टरी उद्योग 40 के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है स्मार्ट कारखानों का निर्माण उद्योग 40 के लिए सबसे मौलिक और केंद्रीय विषय है इसी के साथ हम अंत करते हैं आपका धन्यवाद